ऊष्मा अन्तरण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आइए पहले देखें कि अन्तरण क्या है अन्तरण में कुछ मात्राओं का संचलन शामिल है जो परिवेश के साथ प्रणाली की बातचीत के कारण होता है अन्तरण प्रक्रिया को क्या संचालित करता है प्रेरक बल अन्तरण प्रक्रिया के लिए प्रेरक बल क्या है प्रेरक बल तापमान अंतर है अगर यह ऊष्मा अन्तरण है और यदि यह बड़े पैमाने पर अन्तरण है तो यह रासायनिक क्षमता है तो ऊष्मा अन्तरण तापमान अंतर जिसे आम तौर पर डेल्टा T के रूप में जाना जाता है यह ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया को चलाता है या ऊष्मा अन्तरण को चलाता है और रासायनिक क्षमता डेल्टा mu है जो कि बड़े पैमाने पर अन्तरण को संचालित करती है तो यह सवाल तुरंत उठता है कि प्रेरक बल का क्या कारण है प्रेरक बल वास्तव में स्वाभाविक हो सकती है प्रेरक बल का क्या कारण है प्रेरक बल स्वाभाविक रूप से बनाया जा सकता है या इसे प्रणाली के आधार पर इंजीनियर किया जा सकता है उदाहरण के लिए हमारे पास एक स्लैब हो सकता है जो वास्तव में अलग अलग तापमानों पर बनाए रखा जाता है और एक उच्च तापमान पर और एक कम तापमान पर है और आप स्लैब को वैसे ही छोड़ दें जैसे वह है समय के साथ स्लैब में हर जगह तापमान इसलिए जब यह एक समान तापमान तक पहुंच जाता है तो एक छोर से दूसरे छोर तक ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए और इसमें वास्तव में ऊष्मा परिवहन शामिल है तो यह तब हो सकता है जब स्थिर अवस्था में भी हो तो महत्वपूर्ण परिवहन प्रक्रियाएं क्या हैं गति परिवहन हो सकता है ऊष्मा परिवहन हो सकता है और बड़े पैमाने पर परिवहन हो सकता है अब ये 3 वास्तव में कुछ प्रकृति समान हैं और वास्तव में वे संबंधित हैं और वे एक दूसरे के अनुरूप हैं और इसलिए हम इस पाठ्यक्रम में देखेंगे मुख्य रूप से ऊष्मा परिवहन ऊष्मा अन्तरण प्रक्रिया है हम मुख्य रूप से ऊष्मा अन्तरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आइए देखें कि इस विशेष पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं इस पाठ्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रणालियों में ऊष्मा अन्तरण प्रक्रिया की मात्रा निर्धारित करना है विशेष रूप से हम विभिन्न शब्दावली को देखकर शुरू करेंगे पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न शब्दावली को परिभाषित किया जाएगा ऊष्मा अन्तरण प्रक्रिया में शामिल भौतिक सिद्धांतों का वास्तव में वर्णन किया जाएगा सुविधा की विभिन्न प्रणालियों में ऊष्मा परिवहन की घटनाओं का वर्णन किया जाएगा विशेष रूप से हम इनमें से प्रत्येक मामले में मूलभूत पहलुओं को देखेंगे और फिर हम इनमें से प्रत्येक प्रणाली की मात्रा को देखेंगे इसलिए हम इनमें से प्रत्येक प्रणाली में ऊष्मा परिवहन परिघटना की मात्रा को देखेंगे हम वास्तव में इनमें से प्रत्येक के लिए मॉडल लिखेंगे और विशेष रूप से हम प्रत्येक प्रणाली के लिए स्थानीय और समग्र ताप परिवहन गुणांक की गणना करेंगे फिर हम स्थानीय और समग्र ताप परिवहन गुणांक के मॉडल और व्यवहार का विश्लेषण करेंगे इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आइए जानें कि ऊष्मा अन्तरण क्या है आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें कि ऊष्मा अन्तरण क्या है तो ऊष्मा अन्तरण अनिवार्य रूप से थर्मल ऊर्जा के उत्पादन उपयोग रूपांतरण और विनिमय से संबंधित है जो कि विभिन्न प्रणालियों के बीच ऊष्मा है ऊष्मा अन्तरण क्या है इसमें तापीय ऊर्जा का उत्पादन उपयोग रूपांतरण और विनिमय शामिल है अर्थात भौतिक प्रणालियों के बीच ऊष्मा है तो वास्तव में विभिन्न उद्योगों में विभिन्न इकाई संकन्डक्शन में ऊष्मा अन्तरण होता है उदाहरण के लिए तरल पदार्थ और फ्लूअड को ठंडा करने के दौरान ऊष्मा अन्तरण होता है मान लीजिए कि रासायनिक उद्योग पेट्रोकेमिकल उद्योग बिजली उद्योग दवा उद्योग और इसी तरह और आगे भी है तो ऊष्मा अन्तरण वास्तव में एक सर्वव्यापी घटना है जो वास्तव में विभिन्न उद्योगों में कई अलग अलग प्रक्रियाओं में देखी जाती है इसलिए ऊष्मा परिवहन घटना को समझना वास्तव में इन इकाई संकन्डक्शन को चिह्नित करने में बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से बचत लागत और विभिन्न तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा के परिवहन के संदर्भ में जो वास्तव में एक ऊर्जा इन्टेन्सिव प्रक्रिया है इसे ध्यान में रखते हुए हम यह देखना शुरू करेंगे कि विभिन्न प्रकार की ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया क्या है ऊष्मा अन्तरण प्रक्रिया के विभिन्न तरीके क्या हैं तो ऊष्मा परिवहन वास्तव में विभिन्न चरणों में हो सकता है उदाहरण के लिए यह एक चरण में हो सकता है उदाहरण के लिए ऊष्मा अन्तरण एक चरण में हो सकता है यदि कोई स्लैब है जो वास्तव में स्लैब के 2 सिरों पर अलग अलग तापमान पर बनाए रखा जाता है और मान लें कि आपके पास एक ताप स्रोत है जो एक स्थान पर मौजूद है तब कोई वास्तव में स्लैब के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊष्मा को स्थानांतरित कर सकता है जहां एक चरण के भीतर ऊष्मा का परिवहन किया जाता है इसी तरह यह कई चरणों में भी हो सकता है तो उदाहरण के लिए आपके पास एक ठोस हो सकता है जो वास्तव में एक निश्चित तापमान पर मौजूद होता है और एक तरल पदार्थ हो सकता है जो वास्तव में इस ठोस वस्तु से बह रहा है और इसलिए ऊष्मा को ठोस से तरल पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है इसलिए जो मूल रूप से कई चरणों में ऊष्मा परिवहन शामिल है इसके अलावा इसमें वास्तव में चरण परिवर्तन भी शामिल हो सकता है इसमें चरण परिवर्तन शामिल हो सकता है उदाहरण के लिए यदि कोई वास्तव में पानी गर्म करना चाहता है तो आप एक बीकर के नीचे से ऊष्मा को स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं जिसमें पानी है मान लीजिए और आप सतह के नीचे से ऊष्मा को स्थानांतरित करना चाहते हैं पानी जहां आप पहले तरल पदार्थ को गर्म करते हैं और एक बार जब यह एक बॉइलिंग पॉइन्ट तक पहुंच जाता है तो वास्तव में न्यूक्लिएशन घटना होती है और पानी तरल से वाष्प चरण में परिवर्तित हो जाता है तो एक साथ ऊष्मा परिवहन और चरण परिवर्तन होता है जो वास्तव में इस मामले में हो रहा है और यह आमतौर पर एक उद्योग में विभिन्न स्थितियों में भी होता है इसलिए हम इस पाठ्यक्रम में इनकी मात्रा निर्धारित करने पर भी विचार करेंगे तो ऊष्मा अन्तरण के विभिन्न तरीके क्या हैं तो ऊष्मा अन्तरण के मुख्य रूप से 3 अलग अलग तरीके हैं जो मूल रूप से कन्डक्शन कन्वेक्शन और थर्मल रेडीएशन हैं ये उष्मा परिवहन के 3 अलग अलग वर्ग हैं और इनमें से प्रत्येक वास्तव में भिन्न परिघटनाओं का उपयोग करके घटित होता है तो 3 तरीके यहां कन्डक्शन कन्वेक्शन और थर्मल रेडीएशन या केवल रेडीएशन हैं ये ऊष्मा अन्तरण के 3 अलग अलग तरीके हैं ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा ऊष्मा वास्तव में एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में या किसी दिए गए प्रणाली के भीतर स्थानांतरित की जाती है तो आइए संक्षेप में देखें कि एक विशिष्ट उदाहरण के साथ ये 3 अलग अलग तरीके क्या हैं तो आइए कन्डक्शन को देखें तो मान लीजिए कि हम एक स्लैब लेते हैं और हम एक स्लैब की 2 दीवारों या स्लैब के 2 सिरों का तापमान T 1 और T 2 तापमान पर बनाए रखते हैं और मान लीजिए हम कहते हैं कि T1 से T2 बड़ा है तो ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है मान लीजिए स्लैब के इस छोर से या दीवार के इस छोर से दीवार के दूसरे छोर तक और हम कहते हैं कि वास्तव में स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा का प्रवाह q डबल प्राइम द्वारा दिया जाता है और इस तरह का परिवहन आमतौर पर एक माध्यम से होता है जो एक स्थिर माध्यम हो सकता है तो यहाँ एक स्थिर माध्यम मौजूद है और यह स्थिर माध्यम वास्तव में ठोस या तरल हो सकता है तो एक स्थिर माध्यम के माध्यम से इस तरह के ऊर्जा प्रवाह को आम तौर पर ऊष्मा परिवहन के कन्डक्शन मोड के रूप में जाना जाता है तो आइए हम ऊष्मा परिवहन के कन्वेक्शन तरीके को अगले मामले में देखें मान लीजिए हमारे पास एक ठोस है जिसे हम कहते हैं कुछ तापमान T s पर बनाए रखा जाता है और हमारे पास एक फ्लूअड पदार्थ होता है जो वास्तव में इस ठोस वस्तु से बह रहा होता है मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्लूअड पदार्थ है जो इस ठोस वस्तु के ऊपर से बह रहा है और मान लेते हैं कि वास्तव में बहने वाले फ्लूअड का तापमान T f द्वारा दिया जाता है तो क्योंकि तापमान में भिन्नता होती है और यदि हम यह मान लें कि T s T f से बड़ा है तो एक ठोस से फ्लूअड अवस्था तक ऊर्जा के प्रवाह से ऊष्मा का प्रवाह है और मान लें कि जिस प्रवाह के साथ ऊर्जा स्थानांतरित होती है वह q डबल प्राइम है और अब एक इंटरफ़ेस होगा जो वास्तव में बीच में मौजूद होगा एक पतला इंटरफ़ेस जो ठोस और फ्लूअड पदार्थ के बीच मौजूद होता है और इस इंटरफ़ेस के माध्यम से ऊष्मा को ठोस से फ्लूअड धारा में ले जाया जाता है और ऊष्मा अंततः फ्लूअड स्ट्रिंग द्वारा ले जाया जाता है तो इस तरह का एक ऊष्मा परिवहन जहाँ ऊर्जा का स्थानान्तरण होता है मान लीजिए कि एक माध्यम से जो फ्लूअड अवस्था में ठोस है जो वास्तव में एक निश्चित वेग के कारण प्रवाहित हो रहा है तो इस तरह के ऊष्मा परिवहन को वास्तव में ऊष्मा परिवहन का कन्वेक्शन साधन कहा जाता है अब ऊष्मा परिवहन का तीसरा तरीका जिसे ऊष्मा परिवहन का रेडीएशन मोड कहा जाता है अब परिमित तापमान होने के कारण प्रत्येक सतह वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगी तो इसलिए कोई भी 2 सतह जो यहां मौजूद है जिस कागज पर मैं लिख रहा हूं मेरे हाथ इनमें से प्रत्येक का एक निश्चित परिमित तापमान है और इसके एक निश्चित तापमान के गुण के कारण सतह जो वास्तव में इस कागज के ऊपर और मेरे हाथ की सतह पर इसके परिमित तापमान के कारण मौजूद है वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगी और इसलिए यदि ये 2 एक दूसरे का सामना कर रहे हैं तो एक माध्यम की अनुपस्थिति में भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो वास्तव में मेरे हाथ की सतह से निकल रही हैं मान लीजिए वास्तव में अवरोधन और सतह द्वारा प्राप्त की जाएंगी जो वास्तव में यहाँ कागज है तो इस तरह के ऊष्मा परिवहन के तरीके को वास्तव में थर्मल रेडीएशन या केवल रेडीएशन कहा जाता है तो इसे इस कार्टून में दर्शाया जा सकता है जहां अगर मेरे पास एक सतह है जो यहां मौजूद है और बता दें कि इस सतह से सभी दिशाओं में रेडीएशन उत्सर्जित होता है और अगर मेरे पास एक और सतह है मान लीजिए कि यह सतह तापमान T 1 पर बनी हुई है और मेरे पास एक और सतह T2 है और वह भी रेडीएशन उत्सर्जित करती है तो इन 2 सतहों के बीच विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से रेडीएशन या थर्मल ऊर्जा का आदान प्रदान जिसे वास्तव में 2 के बीच में मौजूद होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जिसे वास्तव में ऊष्मा अन्तरण के थर्मल रेडीएशन मोड के रूप में वर्णित किया जाता है तो कुछ ही मिनटों में ऊष्मा अन्तरण के विभिन्न तरीकों की इस संक्षिप्त रूपरेखा के साथ मैं वर्णन करूंगा कि विभिन्न पहलू क्या हैं जो वास्तव में इस विशेष 60 व्याख्यान ऊष्मा अन्तरण पाठ्यक्रम में शामिल होंगे तो अगले से शुरू करते हुए इस पाठ्यक्रम में दूसरे व्याख्यान से शुरू करते हुए हम लगभग 14 व्याख्यान ऊष्मा परिवहन के कन्डक्शन मोड को मापने में खर्च करेंगे हम लगभग 14 व्याख्यान खर्च करेंगे और इस विषय में हम विशेष रूप से कन्डक्शन को देखेंगे एक आयाम में स्थिर अवस्था कन्डक्शन हम 2 आयामों में स्थिर अवस्था कन्डक्शन को देखेंगे हम क्षणिक कन्डक्शन को भी देखेंगे क्षणिक परिस्थितियों में कन्डक्शन और इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक में ऊष्मा परिवहन गुणांक का अनुमान कैसे लगाया जाए तो यह पहला विषय होगा जिसे इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और फिर दूसरा विषय जिस पर हम ध्यान देंगे वह कौन सा हिस्सा होगा पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा वास्तव में ऊष्मा परिवहन के संवहनी मोड को शामिल करेगा और हम इसे लगभग 23 व्याख्यानों में देखेंगे और विशेष रूप से हम सीमा परत सादृश्य को देखेंगे यहां 3 अलग अलग परिवहन प्रक्रियाएं हैं अर्थात् ऊष्मा परिवहन गति परिवहन और द्रव्यमान परिवहन और वे एक दूसरे के अनुरूप हैं और यह सीमा परत सादृश्य है जो वास्तव में इन 3 प्रक्रियाओं के बीच समानता पर पूंजीकरण करता है और यह सीमा परत सादृश्य वास्तव में विभिन्न प्रकार की स्थितियों और विभिन्न प्रणालियों के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक का अनुमान लगाने में मदद करेगा जिस पर हम कन्वेक्शन विषय पर विचार करने जा रहे हैं तो विशेष रूप से हम 2 विभिन्न प्रकार के प्रवाहों को देखेंगे एक बाहरी प्रवाह होगा जहां फ्लूअड का प्रवाह वास्तव में वस्तु से पहले होता है और फिर हम आंतरिक प्रवाह को देखेंगे आंतरिक प्रवाह के मामले में हम वास्तव में एक ट्यूब के भीतर प्रवाह को देखेंगे हम ट्यूबों में प्रवाह को देखेंगे और ये दोनों जबरन कन्वेक्शन के मामले में आएंगे और अगला विषय हम मुक्त कन्वेक्शन प्रणालियों को देखेंगे और एक बार जब हम कन्वेक्शन भाग को समाप्त कर लेते हैं जो मूल रूप से 23 व्याख्यान है तो हम अगले विषय पर आगे बढ़ेंगे जहां हम परिचय देंगे कि चरण परिवर्तन शामिल होने पर ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया को कैसे निर्धारित किया जाए हम चरण परिवर्तन को देखेंगे और अनिवार्य रूप से हम इसे 4 व्याख्यानों में देखेंगे जहां हम 2 विशेष विषयों पर विचार करेंगे एक उबल रहा है और दूसरा संक्षेपण है इनमें से प्रत्येक 2 व्याख्यान में है और फिर हम ऊष्मीय परिवहन की तीसरी विधा में जाएंगे जो कि रेडीएशन है हम रेडीएशन विषय पर लगभग 13 व्याख्यान देंगे और हम विशेष रूप से ब्लैक बॉडी प्रणाली में रेडीएशन को मापने और भूरे रंग की सतहों के माध्यम से रेडीएशन को मापने पर ध्यान देंगे और रेडीएशन समाप्त करने के बाद अंतिम विषय में हम वास्तव में हीट एक्सचेंजर्स को देखेंगे जो कि ऊष्मा परिवहन गुणांक का एक अनुप्रयोग है जो विकसित हो रहा होगा ऊष्मा अन्तरण गुणांक अभिव्यक्ति जो आप इन सभी विभिन्न विषयों पर विकसित कर रहे होंगे जिन्हें हम अब तक देख रहे है और हम इन्हें हीट एक्सचेंजर्स में लागू करेंगे जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपकरण है और कई उद्योगों में एक वर्कहॉर्स है हम ऊष्मा विनिमय प्रक्रिया को मापने में लगभग 5 व्याख्यान खर्च करेंगे तो इसके साथ हम कन्डक्शन प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे जहां हम कन्डक्शन को परिभाषित करना शुरू करेंगे और हम अगले व्याख्यान में विभिन्न कन्डक्शन विषयों को पेश करने पर विचार करेंगे